तो इस पेंटियम प्रोसेसर के लिए यह पेंटियम इवेंट वेक्टर टेबल का एक विशिष्ट उदाहरण है उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना है कि किस प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं हो सकती हैं यह इंटर वेक्टर नंबर 0 की तरह यह विभाजन त्रुटि के लिए आरक्षित है इसलिए यदि कोई विभाजन त्रुटि है तो प्रोसेसर इस विशेष वेक्टर पर नियंत्रण स्थानांतरित कर देगा और विभिन्न डिजाइनर हैं तो हमें इंटर वेक्टर 0 के लिए इसके अनुरूप रूटीन लिखनी होगी तो विभाजित त्रुटि के लिए यह ISR होगा इसके लिए नंबर 0 है इसी तरह एक नल के लिए डिबग अपवाद है तो यह उपयोग में नहीं है यह वास्तव में आरक्षित है कुछ उपयोगकर्ता इस विशेष रुकावट का उपयोग कर सकते हैं फिर डिबगिंग उद्देश्य के लिए ब्रेकपॉइंट के लिए इसलिए इस इंटरप्ट का उपयोग किया जाता है इस तरह से आपके पास कई इंटरप्ट हो सकते हैं जैसे कि 256 इंटरप्ट हैं जो मेरे पास सिस्टम में हैं और विभिन्न इंटरप्ट उनमें से कुछ का उपयोग सिस्टम द्वारा किया जा सकता है उनमें से कुछ का उपयोग उपयोगकर्ता कार्यक्रम विकास के लिए विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए कर सकता है अगला हम स्टोरेज संरचना में देख रहे हैं और स्टोरेज संरचना को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है मुख्य मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज और तृतीयक स्टोरेज मुख्य मेमोरी में ऐसा है अगर यह बड़ी स्टोरेज मीडिया है जो सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है तो जैसा कि हम अपने स्कूल के दिनों से जानते हैं कि प्रोसेसर सीधे मुख्य मेमोरी और फिर मुख्य मेमोरी से बात कर सकता है इसलिए जब भी सीपीयू को किसी निर्देश या डेटा की आवश्यकता होती है तो यह मुख्य मेमोरी को एक्सेस करता है और फिर मुख्य मेमोरी की कंटेंट सीपीयू में आ जाती है और सीपीयू इसे समझने और इसे निष्पादित करने या किसी निर्देश में उपयोग करने की कोशिश करता है इसलिए इस मुख्य मेमोरी को यह सुविधा मिली है कि यह रैंडम एक्सेस है तो कुछ पता प्रदान किया जाता है और उस स्थान को एक्सेस किया जा सकता है और आमतौर पर अस्थिर यदि आप बंद करते हैं तो मुख्य मेमोरी की कंटेंट खो जाएगी तो मुख्य मेमोरी आकार में सीमित है हालांकि यह बड़ी है लेकिन यह इतनी बड़ी नहीं है इसलिए हमें द्वितीयक स्टोरेज मिला है जहां मुख्य मेमोरी का विस्तार जो बड़े गैर वोलेटाइल स्टोरेज प्रदान करता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक गैर वोलेटाइल है इसलिए यदि आप सिस्टम बंद करते हैं तो भी कंटेंट नहीं खोई जाएगी तो विशिष्ट उदाहरण हार्ड डिस्क हैं इसलिए कठोर धातु या ग्लास प्लैटर्स चुंबकीय रिकॉर्डिंग कंटेंट के साथ कवर किए गए हैं तो यह हार्ड डिस्क की संरचना है यह सतह तार्किक रूप से ट्रैक में विभाजित है और जिसे फिर से सेक्टरों में विभाजित किया गया है इसलिए आमतौर पर हमें इस तरह की स्थिति मिली है तो अगर यह एक डिस्क प्लेट है तो यह ट्रैक में विभाजित है इसलिए हमें कई ऐसे संकेंद्रित ट्रैक मिले हैं और ये ट्रैक फिर से सेक्टरों में विभाजित हैं लिहाजा उन्हें इस तरह से सेक्टरों में बांटा गया है हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेक्टर जो अंदर हैं इसलिए वे बाहरी आकार की तुलना में कम आकार के हैं लेकिन वास्तव में वे सभी समान मात्रा में डेटा रख सकते हैं इसलिए इसके प्रत्येक व्यक्तिगत हिस्से को एक सेक्टर कहा जाता है तो यह एक सेक्टर है और यह सर्कल है इसलिए यह एक ट्रैक है एक डिस्क नियंत्रक यह डिवाइस और कंप्यूटर के बीच तार्किक बातचीत का निर्धारण करेगा इसलिए आपकी व्यक्तिगत पहुंच सेक्टरों के संदर्भ में है तो यह सेक्टर से पढ़ना और कंप्यूटर पर नियंत्रण स्थानांतरित करना होगा तो ये हार्ड डिस्क हैं जो हमारे पास हैं इसलिए अगली बार हमें सॉलिड स्टेट डिस्क मिल गई है इसलिए वे हार्ड डिस्क से तेज हैं लेकिन गैर वोलेटाइल विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं जो अधिक लोकप्रिय हो रही हैं जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क भी अधिक लोकप्रिय हो रही हैं और तृतीयक स्टोरेज हैं इसलिए यहां स्टोरेज क्षमता और भी बड़ी है लेकिन पहुंच का समय धीमा है इसलिए हम तृतीयक स्टोरेज में देख रहे हैं इसलिए इस टेप ड्राइव की तरह चुंबकीय टेप विशेष रूप से वे इस तृतीयक स्टोरेज क्षमता में आते हैं स्टोरेज की परिभाषा इसलिए यह हमारे पास मौजूद स्टोरेज के प्रकार से भिन्न होता है कंप्यूटर स्टोरेज की मूल इकाई बिट है एक बिट में दो में से एक मान हो सकता है बिट्स के संग्रह के आधार पर कंप्यूटर में 0 और 1 और अन्य सभी स्टोरेज एक बाइट 8 बिट है और अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम पर यह स्टोरेज का सबसे छोटा सुविधाजनक हिस्सा है एक कम सामान्य वर्ड है इसलिए यह उस वास्तुकला पर निर्भर है जो हमारे पास है इसलिए वर्ड का आकार भिन्न घटक प्रणालियों की तरह परिवर्तनशील है अलग अलग संख्या के बाइट्स वर्ड बना सकते हैं इसलिए वर्ड के लिए कोई निश्चित आकार नहीं है जो कि सिस्टम पर निर्भर है फिर लगभग अधिकांश कंप्यूटरों के लिए सबसे अधिक कंप्यूटर थ्रूपुट के साथ साथ एक थ्रूपुट को आमतौर पर बाइट्स और बाइट्स के संग्रह में जोड़ तोड़ में मापा जाता है तो ये कंप्यूटर निर्माता अक्सर इन नंबरों को कहते हैं कि 1 मेगाबाइट 1 मिलियन बाइट्स है 1 गीगाबाइट 1 बिलियन बाइट्स वगैरह है लेकिन संख्या थोड़ी भिन्न है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यह 2 की पावर्स के संदर्भ में है इसलिए 10 की पावर्स नहीं इसलिए यह थोड़ा भिन्न है मान थोड़ा भिन्न हो सकता है इसलिए नेटवर्किंग माप इस सामान्य नियम का एक अपवाद है जहां उन्हें बिट्स के संदर्भ में दिया जाता है क्योंकि यह प्रति सेकंड कितने बिट्स प्रेषित होता है तो वहाँ यह एक बिट के संदर्भ में बात कर रहा है यदि हम स्टोरेज के पदानुक्रम को देखते हैं तो हमें गति लागत और अस्थिरता के संदर्भ में इस पदानुक्रम पर विचार करना होगा इसलिए यदि आप सीपीयू के दृष्टिकोण से बहुत उच्च गति डिवाइस या उच्च गति स्टोरेज की तलाश कर रहे हैं तो उन्हें सीपीयू के भीतर स्थित होना चाहिए और अगर तुम खोज रहे हो स्वाभाविक रूप से सीपीयू एक अर्धचालक उपकरण अर्धचालक चिप्स है इसलिए यदि आप वहां बड़ा स्टोरेज कर रहे हैं तो चिप की लागत काफी अधिक होगी इसलिए यह किया जाता है कि हम गति में कुछ कमी के लिए जाते हैं लेकिन हम सिस्टम का आकार बढ़ाना चाहते हैं और मेमोरी के अगले स्तर पर जाना चाहते हैं और इस तरह से इन सीपीयू रजिस्टर से शुरू होता है यदि आप अंतिम तृतीयक स्टोरेज में जाते हैं तो हमारे पास गति लागत और उतार चढ़ाव के आंकड़ों के लिए अलग अलग मूल्य हैं और मुख्य रूप से इसलिए हम धीमे स्टोरेज से सूचनाओं को तेजी से स्टोरेज में कॉपी करने के लिए कैशिंग की अवधारणा का भी उपयोग करेंगे इसलिए मैं थोड़ी देर बाद इस अवधारणा पर आऊंगा तो यह इस तरह है इसलिए यह उच्चतम स्तर या सबसे ऊपरी स्तर हैं इसलिए हमें रजिस्टर मिल गए हैं जिनके लिए पहुंच का समय न्यूनतम है और साथ ही क्षमता भी सबसे छोटी है तो यह उन रजिस्टरों के लिए है जो हमारे पास सीपीयू चिप के अंदर हैं तो आज के लिए कम किए गए निर्देश सेट कंप्यूटर या डिस्क के लिए इसलिए हम अच्छी संख्या में रजिस्टर रखते हैं लेकिन फिर भी संख्या इतनी बड़ी नहीं है तो आप 64 या 128 रजिस्टर कह सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं क्योंकि चिप की लागत बढ़ जाएगी यदि आप इस कैश के बारे में भूल जाते हैं तो अगले स्तर पर हमें मुख्य मेमोरी मिल गई है तो यह मुख्य मेमोरी स्टोरेज क्षमता रजिस्टरों की तुलना में अधिक है लेकिन गति के हिसाब से वे थोड़े धीमे हैं क्योंकि वे रजिस्टर से तुलना करते हैं क्योंकि वे ऑफ चिप हैं रजिस्टर सीपीयू के रूप में एक ही चिप के भीतर हैं मेमोरी ऑफ चिप्स है तो यह ऑफ चिप संचार ऑन चिप की तुलना में कम से कम 10 गुना धीमा है इसलिए एक अंतर है अब इस अंतर को कम करने के लिए कैसे गति अंतर तो क्या किया गया है एक अन्य प्रकार की मेमोरी जिसे डिज़ाइन किया गया है कैश मेमोरी है जो रजिस्टरों और मुख्य मेमोरी के बीच में आती है जिससे कि मेमोरी के कुछ हिस्से होते हैं जो अक्सर एक प्रोग्राम द्वारा संदर्भित होते हैं तो उन्हें कैश में रखा जा सकता है तो यह हर बार मुख्य मेमोरी में आने के लिए नहीं है आप उन को कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं अब इसलिए यह कैश मुख्य एक्सेस से तेज है क्योंकि इसकी एक्सेस टेक्नोलॉजी मुख्य मेमोरी से अलग है और इसे एक समानांतर धुरी मिली है तो परिणामस्वरूप यह मुख्य मेमोरी की तुलना में इस पहुंच को कालातीत बना सकता है इसलिए यदि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की किसी भी पुस्तक को देखते हैं तो आप इस कैश संगठन और सभी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं तो उस में मत जाओ हम बस यह ध्यान में रखते हैं कि कैश मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेज होने वाला है और जिन भागों को अक्सर संदर्भित किया जाता है उन्हें कैश में रखा जा सकता है मुख्य मेमोरी के बाद हमें यह गैर वोलेटाइल मेमोरी मिली है तो शायद इन्हें द्वितीयक स्टोरेज कहा जाता है इसलिए हमारे पास चुंबकीय डिस्क हो सकती है इसलिए वे द्वितीयक स्टोरेज को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं नीचे हमें तृतीयक स्टोरेज मिला है जहां हमें ऑप्टिकल डिस्क और चुंबकीय टेप मिले हैं इसलिए यदि आप इस दिशा में जाते हैं जैसे कि आप ऊपरी और ऊपरी पिरामिड में जा रहे हैं तो गति में सुधार हो रहा है लेकिन उनका आकार कम हो रहा है और उनकी लागत भी ठीक हो रही है लेकिन अगर आप नीचे जा रहे हैं तो प्रति बिट लागत अगर हम विचार करते हैं तो प्रति बिट की लागत अधिक होगी क्योंकि आप इस पिरामिड के ऊपरी तरफ जाते हैं और इस तरह आप पिरामिड के निचले हिस्से में आ रहे हैं लागत कम होगा लागत न्यूनतम होगी लेकिन इसी समय का उपयोग समय बहुत अधिक हो जाएगा तो यह है कि यह स्टोरेज डिवाइस पदानुक्रम कंप्यूटर सिस्टम में कैसे है इसलिए हमें यह भुनाने में मदद मिली है कि धीमी स्टोरेज से जानकारी की प्रतिलिपि तेज स्टोरेज प्रणाली में है और मुख्य मेमोरी को द्वितीयक स्टोरेज और सभी के लिए कैश के रूप में देखा जा सकता है तो इस तरह से हर परत के बीच कैश के बारे में सोच सकते हैं ठीक है इसलिए कुछ परत जो धीमी है इसलिए मैं निचली परत के लिए कैश के रूप में इसके ऊपर की परत को ले जा सकता हूं इस तरह इसे लिया जा सकता है और हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को प्रबंधित करने के लिए प्रत्येक डिवाइस कंट्रोलर के लिए डिवाइस ड्राइवर मिला है जो कंट्रोलर और कर्नेल के बीच एकसमान इंटरफ़ेस प्रदान करता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप इस आरेख में देखें तो इनमें से कुछ उपकरण चुंबकीय उपकरण हैं जिनमें से कुछ ऑप्टिकल डिवाइस हैं उनमें से कुछ चुंबकीय उपकरण हैं फिर से चुंबकीय टेप डिवाइस इसलिए उनका एक्सेस पैटर्न और सब कुछ अलग है इसलिए जहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध है तो यह उन सभी की देखभाल के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन बहुत जटिल हो जाएगा तो इसी उपकरण चालकों द्वारा किया जाना है इसलिए जब भी उद्योग एक संगठन बना रहा है एक उपकरण बना रहा है तो उन्हें उसी उपकरण चालक को प्रदान करना होगा जिसके द्वारा उस विशेष उपकरण को बहुत आसानी से संचालित किया जा सकता है तो सामान्य तरीका है कि USB के साथ सब कुछ संगत है क्योंकि लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पास अभी हैं वे USB संगत हैं वे USB उपकरणों और एक USB मानक का समर्थन करते हैं हम डिवाइस कक्षाओं के बारे में बात करेंगे तो बुनियादी कार्य जो वहां होने चाहिए लेकिन निश्चित रूप से यह सब नहीं है क्योंकि अगर कुछ डिवाइस को कुछ बहुत ही विशेष सुविधाएं मिली हैं तो यह उन डिवाइस ड्राइवरों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है जो हमारे पास USB डिवाइस के साथ हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक प्रिंटर में कुछ विशेष प्रकार की प्रिंटिंग सुविधा हो सकती है तो हो सकता है कि USB ड्राइव जो आपके पास है USB डिवाइस ड्राइवर जो आपके पास है इसका समर्थन नहीं करता है तो आपको उस प्रिंटर से अधिकतम लाभ नहीं मिलेगा हमें यूएसबी डिवाइस ड्राइवर का उपयोग नहीं करना चाहिए लेकिन डिवाइस डिजाइनर द्वारा प्रदान किए गए डिवाइस ड्राइवर का उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए इस डिवाइस ड्राइवर्स का उद्देश्य विशिष्ट ड्राइवर हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है फिर IO संरचना में आते हैं एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू और कई डिवाइस नियंत्रक होते हैं जो एक सामान्य बस के माध्यम से जुड़े होते हैं प्रत्येक उपकरण नियंत्रक एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण का प्रभारी होता है और एक से अधिक उपकरण भी संलग्न हो सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस या SCSI कंट्रोल SCSI कंट्रोलर से जुड़े सात या अधिक उपकरण हो सकते हैं तो सात या अधिक उपकरणों को जोड़ा जा सकता है एक उपकरण नियंत्रक कुछ स्थानीय बफर स्टोरेज और विशेष प्रयोजन रजिस्टर का एक सेट रखता है वे ज्यादातर नियंत्रण रजिस्टर और सभी के लिए होते हैं एक डिवाइस नियंत्रक परिधीय उपकरणों जो इसे नियंत्रित करता है और इसके स्थानीय बफर स्टोरेज के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है तो यह डिवाइस कंट्रोलर को यह करना है आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक डिवाइस कंट्रोलर के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है तो या तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डिज़ाइन किए गए डिवाइस ड्राइवर के साथ आएगा उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो USB उपकरणों का समर्थन करते हैं उनमे USB ड्राइवरों को पहले से ही बनाया गया है या जब भी डिवाइस को स्थापित किया जाता है तो उस समय डिवाइस डिजाइनर द्वारा प्रदान किए गए डिवाइस ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है तो आखिरकार जब सिस्टम डिवाइस के साथ काम कर रहा होता है उस समय डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध होता है ताकि जब भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस के साथ कुछ करने की आवश्यकता हो तो यह सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित डिवाइस ड्राइवर को बता सकता है इसलिए यह डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर को समझता है और डिवाइस को एक समान इंटरफ़ेस के साथ बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उच्च स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिस्क पर फ़ाइल लिख रहे हैं या आप टेप पर फ़ाइल लिख रहे हैं या आप ऑप्टिकल ड्राइव पर फ़ाइल लिख रहे हैं क्योंकि ऑपरेटर वे अपने स्वयं के डिवाइस ड्राइवरों द्वारा ध्यान रखा जाता है इसलिए निर्देश यह डिवाइस ड्राइवर जारी करेगा वे संबंधित डिवाइस के लिए विशिष्ट होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सभी विवरणों से राहत मिलेगी इसलिए I O ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिवाइस ड्राइवर डिवाइस नियंत्रक के उपयुक्त रजिस्टरों को लोड करता है बदले में डिवाइस नियंत्रक इन रजिस्टरों की कंटेंट की जांच करेगा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कार्रवाई की जाए उदाहरण के लिए कीबोर्ड से वर्ण पढ़ें या डिस्क पर कुछ लिखें जैसे नियंत्रक डिवाइस से उसके स्थानीय बफर में डेटा के हस्तांतरण को शुरू कर देगा और डेटा का हस्तांतरण पूरा होने के बाद डिवाइस नियंत्रक डिवाइस ड्राइवर को एक इंटरप्ट के माध्यम से सूचित करेगा कि उसने अपना ऑपरेशन समाप्त कर दिया है इसलिए रजिस्टरों द्वारा डिवाइस नियंत्रकों के साथ शुरू करने के लिए डिवाइस ड्राइवर द्वारा भरा जाएगा और फिर डिवाइस नियंत्रक जब यह पाता है कि रजिस्टरों को कुछ वैल्यू के साथ लिखा गया है तो यह निर्धारित किया जाएगा कि किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाना है यह डिवाइस के साथ उस ऑपरेशन को करता है और फिर यह डिवाइस नियंत्रक डिवाइस ड्राइवर को एक इंटरप्ट के माध्यम से सूचित करता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है तब डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम पर नियंत्रण वापस कर देगा जब संभवतः डेटा या डेटा पॉइंटर को वापस कर रहा है अगर ऑपरेशन एक रीड ऑपरेशन था और अन्य ऑपरेशन के लिए डिवाइस ड्राइवर स्थिति की जानकारी देता है इसलिए यदि यह केवल एक लिखने का कार्य है तो यह एक स्थिति की जानकारी लौटाएगा यदि यह एक पढ़ने वाला ऑपरेशन है तो उसे संबंधित वैल्यू देना होगा तो इस तरह यह I O ऑपरेशन जारी रहेगा तो डेटा ट्रांसफर की एक और शैली है जिसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए के रूप में जाना जाता है इसलिए इस I O प्रेरित इंटरप्ट जिसके बारे में हमने बात की है यह ठीक है लेकिन यह छोटी मात्रा में डेटा ले जाने के लिए है उदाहरण के लिए यदि आप कुछ स्थानांतरित कर रहे हैं यदि प्रोग्राम को कीबोर्ड से कुछ पढ़ना हैं तो प्रोग्राम कीबोर्ड नियंत्रक को संबंधित डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से सूचित कर सकता है कि कीबोर्ड से एक कुंजी को पढ़ना है इसलिए जब उपयोगकर्ता कुंजी दबाता है तो डिवाइस नियंत्रक डिवाइस ड्राइवर को सूचित करेगा कि एक कुंजी दबाया गया है इसलिए जब आप कम मात्रा में डेटा प्राप्त करते हैं तो यह अच्छी तरह से काम करता है लेकिन जब एक बड़ी मात्रा में डेटा होता है जिसे स्थानांतरित करना होता है इसलिए मुझे हर बार प्रोसेसर को बाधित नहीं करना चाहिए 1 बाइट डेटा स्थानांतरित किया गया है तो इस समस्या को हल करने के लिए एक और हस्तांतरण तंत्र है जिसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए के रूप में जाना जाता है तो यह कैसे संचालित होता है I O डिवाइस के लिए सेटिंग बफ़र्स पॉइंटर्स और काउंटर्स सेट करने के बाद डिवाइस कंट्रोलर अपने स्वयं के बफर स्टोरेज से लेकर CPU के हस्तक्षेप के बिना मेमोरी तक डेटा का एक पूरा ब्लॉक सीधे ट्रांसफर कर देगा तो मेरा मतलब यह है कि हमें इस तरह की स्थिति मिली है तो हमें सीपीयू मिला है और इस पर सीपीयू जुड़ा हुआ है और फिर मेमोरी चिप है मेमोरी है फिर हमें एक और मॉड्यूल मिला है जिसे डीएमए नियंत्रक के रूप में जाना जाता है और इस डीएमए नियंत्रक के माध्यम से कुछ डिवाइस या डिस्क ठीक से जुड़ा हुआ है इसलिए जब इस CPU को पता चलता है कि कुछ मात्रा में डेटा को डिस्क से मेमोरी या मेमोरी से डिस्क में ट्रांसफर करना होता है तो यह क्या करेगा यह डीएमए नियंत्रक को सूचित करेगा कि मेमोरी और डिस्क के बीच कुछ डेटा ट्रांसफर होना है तो यह डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा यह डेटा की इस पूरी राशि को स्थानांतरित कर देगा इसलिए यदि यह एक रीड ऑपरेशन है तो यह बाइट ट्रांसफर होने के बाद हर बार सीपीयू को बिना बताए इस डेटा की पूरी राशि को डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा जब डेटा का यह पूरा ब्लॉक जो 4 किलोबाइट या 8 किलोबाइट या 10 किलोबाइट हो सकता है जो कि मेरा ब्लॉक साइज है तो इस पर निर्भर करता है कि उस डेटा की पूरी राशि कब ट्रांसफर की गई है उसके बाद केवल डीएमए कंट्रोलर ही एक रुकावट उत्पन्न करेगा डिवाइस ड्राइवर जो ऑपरेशन डेटा के एक ब्लॉक से अधिक है को स्थानांतरित कर दिया गया है और जब डिवाइस नियंत्रक इस ऑपरेशन को कर रहा है तो सीपीयू कुछ और कर सकता है क्योंकि इस स्थानांतरण में अच्छी मात्रा में समय लगेगा क्योंकि यह डिस्क जो हम कर रहे हैं इसलिए यह एक चुंबकीय उपकरण है इसलिए इस काम को करने में समय लगता है तो इस समय तक CPU कुछ और कर रहा होगा इसलिए सीपीयू कुछ अन्य प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिस तरह से सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकता है और प्रति यूनिट समय में पूरी होने वाली जॉब्स की संख्या में सुधार किया जा सकता है सिस्टम के थ्रूपुट में बहुत सुधार किया जा सकता है तो यह है कि यह प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस कैसे मदद करने वाली है कुछ उच्च अंत प्रणाली बस वास्तुकला के बजाय स्विच का उपयोग करते हैं तो कुछ प्रणालियाँ जो हैं इसलिए हम यहाँ जिस प्रकार की वास्तुकला का उपयोग करते हैं वह एक बस है तो बस के साथ समस्या यह है कि अगर यह एक बस है जहां से सीपीयू जुड़ा है मेमोरी कनेक्ट है और मेरा डीएमए कंट्रोलर भी जुड़ा हुआ है और डिवाइस उस डीएमए कंट्रोलर के माध्यम से जुड़े हुए हैं अब जब यह डीएमए नियंत्रक डिस्क से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो यह इस बस का भी उपयोग कर रहा है और उस दौरान यदि सीपीयू किसी प्रोग्राम को निष्पादित कर रहा है और इसे मेमोरी की कंटेंट तक पहुंचने की आवश्यकता है तो यह मुश्किल हो जाता है इसलिए अब सीपीयू और डीएमए बस पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं और सिस्टम प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हैं आम तौर पर जिस रणनीति का पालन किया जाता है वह इस प्रकार है कि डीएमए को सीपीयू की तुलना में कम वरीयता दी जाती है और जब भी सीपीयू बस का उपयोग नहीं कर रहा है तो केवल डीएमए नियंत्रक हस्तांतरण के लिए बस का उपयोग करेगा तो इसे साइकल स्टीलिंग और वह सब कुछ कहा जाता है हालांकि प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ प्रकार के स्विच कनेक्शन मिल गए हैं तो यह स्विच आधारित कनेक्शन तो वहां हमें एक इंटरकनेक्शन स्विच मिला है एक तरफ हमें मास्टर्स जैसे कि यह सीपीयू मिला है यह डीएमए नियंत्रक जैसा है और फिर दूसरी तरफ हमें यह मेमोरी मिल गई है हमें यह डिस्क इस तरह मिली है और ये स्विच वहां हैं क्योंकि एक इंटरकनेक्शन स्विच है और ये स्विच अलग अलग फैशन में जुड़े हो सकते हैं और इस स्विच में आपके पास मौजूद परतों की संख्या पर निर्भर करता है इसलिए हम विभिन्न प्रकार के कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और हम एक साझा बस पर साइकल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय कई अन्य घटकों से बात करना चाहते हैं इसलिए पिछली स्थिति की तरह यह मुक्त साइकल प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे लेकिन इन मामलों में वे मुक्त साइकल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं वे बस समानांतर ऑपरेशन कर सकते हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए डीएमए अधिक प्रभावी हो जाता है क्योंकि अब सीपीयू डीएमए नियंत्रक के साथ बस के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय कुछ अन्य ऑपरेशन करने के लिए स्वतंत्र है तो इस तरह DMA प्रदर्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है तो यह आधुनिक कंप्यूटर एक वॉन न्यूमैन वास्तुकला और सभी कंप्यूटर घटकों या एक कंप्यूटर सिस्टम के परस्पर क्रिया का चित्रण कैसे करता है इसलिए यह ऐसा है तो सीपीयू इसलिए निष्पादन के कई सूत्र हो सकते हैं तो कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं तो हम बाद में थ्रेड की अवधारणा पर आएंगे लेकिन अगर कोई प्रक्रिया हो सकती है तो एक थ्रेड में भी विभाजित किया जा सकता है इसलिए हम बाद में आएंगे कुछ समय के लिए हम थ्रेड और प्रोसेस या प्रोग्राम को लेते हैं तो कुछ निष्पादन जो सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाना है तो सीपीयू यह एन विभिन्न प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित कर सकता है इस अर्थ में कि यह एक समय में उनमें से एक करता है और यदि वह किसी ऑपरेशन या अन्य के कारण निलंबित हो जाता है तो यह अगली कार्रवाई अगली प्रक्रिया को लेता है जिस तरह से यह एक साथ n प्रक्रिया करता है अब मुख्य मेमोरी से इसलिए यह निर्देश प्राप्त कर सकता है निष्पादन जारी रख सकता है और कुछ डेटा संचार हो सकता है कुछ बिंदु पर कुछ डेटा संचार आवश्यक हो सकते हैं इसलिए CPU को डिवाइस से स्थानांतरित करने के लिए कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो परिणामस्वरूप यह एक IO अनुरोध भेजता है और या तो यह डीएमए हस्तांतरण हो सकता है जहां डेटा को मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और वहां सीपीयू की आवश्यकता होती है इसे फिर से पढ़ता है या यह एक इंटरप्ट के माध्यम से हो सकता है जैसे यह एक IO अनुरोध भेज रहा है डिवाइस डेटा डालता है और फिर यह CPU को एक इंटरप्ट भेजता है यह बताता है कि डेटा तैयार है तो इस तरह या अगर यह डिवाइस पर कुछ लिख रहा है तो सीपीयू इस लाइन पर डेटा डाल सकता है और यहां एक IO अनुरोध आउटपुट अनुरोध भेज सकता है और यह डिवाइस जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो यह एक इंटरप्ट भेज सकता है यह बताने के लिए ऑपरेशन खत्म हो गया है आउटपुट ऑपरेशन खत्म हो गया है तो इस तरह से यह इंटरप्ट संचालित I O हो सकता है और हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बेस ट्रांसफर पर भी चर्चा की है जहाँ CPU से हस्तक्षेप किए बिना डिवाइस से मेमोरी को सीधे ट्रांसफर किया जाता है तो यह किया जा सकता है तो वह दूसरा तरीका है जिसमें वे निष्पादित कर सकें कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को देखते हुए एक ही सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर इसलिए यह सबसे सरल प्रकार का ऑपरेशन है जो हमारे पास है इसलिए हमें एक एकल प्रोसेसर मिला है और इसलिए यह कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है इसलिए एक समय में केवल एक कार्यक्रम को निष्पादित किया जा सकता है फिर हमारे पास मल्टीप्रोसेसर सिस्टम को समानांतर सिस्टम या कसकर युग्मित सिस्टम के रूप में भी जाना जा सकता है तो मल्टीप्रोसेसर का मतलब है कि हमें कई प्रोसेसर मिले हैं इसलिए परिणामस्वरूप उन्हें समानांतर रूप से कई नौकरियों को संचालित करने के लिए बनाया जा सकता है इसलिए हम कई ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं तो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम से उन्हें इस बढ़ी हुई थ्रूपुट स्केल की अर्थव्यवस्था और बढ़ी हुई विश्वसनीयता का लाभ मिला है इसलिए स्केल की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अगर मुझे 2 प्रोसेसर मिले हैं तो मैं एक साथ 2 प्रोग्राम कर सकता हूं इसलिए अगर मुझे 10 प्रोसेसर मिल गए हैं तो मैं एक साथ 10 प्रोग्राम कर सकता हूं इसलिए यदि कार्यक्रम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो यह मापनीयता बहुत अधिक है यदि प्रोग्राम निर्भर हैं अगर एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे के इनपुट के रूप में कार्य को नियंत्रित करेगा तो हो सकता है कि आपको थ्रूपुट की गति में दस गुना वृद्धि न हो लेकिन वे कम से कम कुछ सुधार के स्तर पर आएंगे इसलिए वह पैमाना कारक है तो यह पैमाना कारक निर्धारित करता है कि गति में कितना सुधार हो सकता है यदि आप ऑपरेशन बढ़ाते हैं यदि आप कुछ कारक द्वारा प्रोसेसर की संख्या बढ़ाते हैं फिर विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है इसलिए या तो इसे एक सुखद गिरावट या सहनशीलता के लिए करना चाहिए जैसे कि एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं इसलिए यदि एक प्रोसेसर दोषपूर्ण हो जाता है उस काम में जो यह प्रोसेसर कर रहा था तो किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा लिया जा सकता है हालांकि समग्र प्रणाली थ्रूपुट कम हो जाएगी लेकिन सिस्टम विफल नहीं होगा एकल प्रोसेसर एकल सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर की तुलना में यदि वह प्रोसेसर विफल हो जाता है तो संपूर्ण सिस्टम विफल हो जाता है इसलिए मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में हमें एक सुखद गिरावट या फाल्ट टॉलरेंस मिली है फिर से इस मल्टीप्रोसेसर सिस्टम को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है एक को सममित मल्टीप्रोसेसिंग कहा जाता है दूसरे को असममित मल्टीप्रोसेसिंग कहा जाता है सममित बहुसंकेतन में प्रत्येक प्रोसेसर जॉब्स को करने में समान रूप से सक्षम है तो सभी कार्य हर प्रोसेसर द्वारा किए जा सकते हैं तो इस तरह एक गिरावट के रूप में वह हिस्सा आसान हो जाता है तो यदि एक प्रोसेसर विफल हो गया हैं तो यह काम किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा लिया जा सकता है जबकि असममित मल्टीप्रोसेसिंग के लिए प्रत्येक प्रोसेसर को केवल कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं और प्रोसेसर के प्रकार और कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है इसलिए हो सकता है कि सभी प्रोसेसर के कहने पर एक कार्य पूरा न हो सके केवल प्रोसेसर का एक सबसेट ऐसा कर सकता है इसलिए यहां भी सुखद गिरावट हो सकती है लेकिन इस हद तक कि एक समान प्रोसेसर को काम करना होगा तो उन दोनों को उनके फायदे और नुकसान मिले हैं क्योंकि सममित बहुप्रक्रिया का मतलब है कि प्रोसेसर कुछ ऑपरेशन के लिए विशेष नहीं हैं जबकि असममित मल्टीप्रोसेसिंग उनके प्रोसेसर कुछ के लिए विशेष हैं उदाहरण के लिए एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ प्रोसेसर सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर हो सकते हैं कुछ प्रोसेसर सिग्नल प्रोसेसर हो सकते हैं तो सिग्नल प्रोसेसिंग जॉब्स उन सिग्नल प्रोसेसर को प्रोसेस करने वाले लोगों द्वारा बेहतर किया जा सकता है तो जैसे कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हो सकते हैं और यह ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन को काफी हद तक निर्धारित करेगा इसलिए हम देखते हैं बाद की कक्षाओं में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आगे के अध्यायों में जाते हैं